हम विभिन्न ज्यामिति के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक को देख रहे हैं और अंतिम कक्षा में हमने एक समान पट्टी में समान रूप से फैली हुई को लीनियर दरार की समस्या को देखा था और मैंने कहा एक अकादमिक दृष्टिकोण से यह एक प्रतिबल संबंधी समस्या को काल्पनिक समस्या के रूप में लिखने के विस्तार जैसा लगेगा हालाँकि जो हमने पिछली कक्षा में देखा था इस समस्या के समाधान का उपयोग कर के हम यहां एक सीसीटीCCT - centre cracked tension नमूना के लिए समाधान का निर्माण कर सकते हैं और यदि आप इसे y अक्ष के साथ और इसके बीच में काटते हैं तो आप एक किनारे वाला नुकीला नमूना प्राप्त कर सकेंगे और यदि आप इसे यहाँ y अक्ष के साथ और यहाँ y अक्ष के साथ काटते हैं तो आपको दो किनारे वाले दरार का नमूना मिलेगा और एक समस्या जो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताई थी एक केंद्र में दरार वाले नमूना और एक किनारे वाले नोकदार नमूना के बीच तुलना थी समरूपता के कारण एक केंद्र दरार के मामले में आपको यहां क्षैतिज रहने के लिए ढलान की आवश्यकता है दूसरी ओर जब मैंने इसे काटा तो इस पर कोई प्रतिरोध नहीं है इसे देखते हुए दरार और अधिक खुल जाएगी और यह भी जरूरी नहीं कि 0 डिग्री पर हो ढलान 0 डिग्री पर नहीं होगा और इसका निहितार्थ क्या है निहितार्थ यह है कि उन समस्याओं के वर्ग में प्रतिबल तीव्रता कारक का एक उच्च मूल्य होगा और यह दरार नोक के संबंध में एक बेक फ्री सतह के रूप में लेबल किया गया है और आपके पास अनिवार्य रूप से 11215 करेक्शन का कारक होगा इस तरह की अवधारणा आप देखेंगे आप जानते हैं हमारा ध्यान मोटाई दरारों से सतह दरारों तक होना है क्योंकि सतह दरारें अधिक यथार्थवादी हैं हमने मोटाई की दरार के माध्यम से अवधारणाओं को सीखा फिर हम आगे बढ़ते हैं कई बार लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ 112 के रूप में करते हैं और इसे बैक फ्री सतह के रूप में जाना जाता है पिछली कक्षा में हमने देखा हमने एक केंद्र में दरार वाले नमूना और एक किनारे वाले नोकदार नमूना के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक देखा था अब आपके पास दो किनारे वाले दरार का समाधान है यह एक परिमित नमूना है और यहाँ फिर से आपको K I की परिभाषा के रूप में सिग्मा रूट पाई a को फ़ंक्शन F I से गुणा किया गया है और आप पाएंगे कि कई लोगों ने फ़ंक्शन को F दिया है बेंटहेम और कोइटर ने फ़ंक्शन F I को 1 प्लस 0122 कोस वर्ग पाई अल्फा2 व्होल गुणा रूट 2पाई अल्फा टेन पाई अल्फा2 और अल्फा का मान है 2 aw और इस तरह की अभिव्यक्ति के लिए सटीकता को अल्फा के किसी भी मूल्य के लिए प्लस या माइनस 08 प्रतिशत के रूप में रखा जाता है और एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी जब मैं अनंत ज्यामिति से परिमित ज्यामिति पर जाता हूं जैसे कि प्रतिबल एकाग्रता कारक बढ़ता है प्रतिबल तीव्रता कारक भी बढ़ता है यही कारण है कि आपको परिमित ज्यामितीय के लिए एसआईएफ का पता लगाना होगा यदि यह अनंत ज्यामिति में मौजूद मान से कम है तो जैसा कि एक ऊपरी बाध्य लोग गणना करेंगे और फिर इसे जारी रखेंगे क्योंकि प्रतिबल की तीव्रता कारक एक परिमित ज्यामिति में बढ़ेगी इसलिए आपको इसका मूल्यांकन करना होगा और जैसा कि समस्या जटिल है आपके पास कई समाधान होंगे आपके पास बेंटहेम और कोइटर द्वारा दिया गया कारक है आपके पास निशितानी द्वारा दिए गए अभिव्यक्तियों का एक और सेट है फ़ंक्शन F I थोड़ा अधिक विस्तृत है और आप पाते हैं कि सटीकता आठ प्रतिशत से प्लस या माइनस पांच प्रतिशत तक बढ़ गई है और फंक्शन F I को 1122 माइनस 0154 अल्फा प्लस और 0807 अल्फा वर्ग माइनस 1894 अल्फा क्यूब प्लस 2494 अल्फा पावर 4 के रूप में दिया गया है इसलिए अब आप तैयार हैं कई दरारों पर वर्ग प्रयोग का सत्यापन पाठ्यक्रम की शुरुआत में अगर देखें लगभग 10वी कक्षा के पास में हमने एक केंद्र दरार और एक डबल किनारे दरार की समस्या उठाई और फिर हम सवाल कर रहे थे कि कौन सी दरार अधिक महत्वपूर्ण है उस समय आप एसआईएफ की गणना से लैस नहीं थे इसलिए हमने केवल एक प्रयोगात्मक परिणाम देखा था और जब हमने किया तो क्या हुआ फ्रैक्चर डबल एज दरार में शुरू हुआ अब आप समीकरण बना रहे हैं मैंने आपको अपने कैलकुलेटर लाने के लिए भी कहा है मैं चाहूंगा कि आप उस समस्या पर वापस जाएं और फिर एक केंद्र दरार के लिए एसआईएफ के मूल्य के साथ साथ उस स्थिति के लिए डबल एज दरार का मूल्यांकन करें जब केंद्र दरार मुझे लगता है कि यह 18 मिमी है और डबल किनारे दरार 85 मिमी का मामला है डबल एज दरार समेंशन सेंटर दरार से छोटा होता है तो यह समस्या है मेरे पास केंद्र दरार है मेरे पास डबल एज दरार है और सवाल यह है कि कौन सी दरार महत्वपूर्ण है देखें कि जब सामान्य ज्ञान विफल हो जाता है तो आपको विज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है आपको गणित को विकसित करना होगा और चूंकि आपके पास गणित है इसलिए आपके लिए गणना करना संभव है मैं चाहता हूं कि आप गणना करें और हमें यह देखने देता है कि क्या हमारी प्रयोगात्मक अवलोकन आपके विश्लेषणात्मक संगणना से मेल खाती है या नहीं और हम किस तरह से करेंगे हम उन सभी फ़ार्मुलों के मापदंडों का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे जो हमने सीखे हैं आपको यह समझना होगा कि जब आप उच्च अध्ययन के लिए जाते हैं तो आपके पास एक सरल समीकरण नहीं होगा आपको कई समीकरणों से निपटना होगा केवल इसलिए कि समस्याएं बहुत जटिल हैं और हम निश्चित रूप से जानते हैं कि इरविन का स्पर्शरेखा सूत्र केवल एक अनुमान है और गणना के लिए आपको आवश्यक पैरामीटर a और w हैं ये उपलब्ध हैं और जब आप प्रासंगिक मात्रा को प्रतिस्थापित करते हैं तो मैं प्रतिबल तीव्रता कारक K I को 01781 सिग्मा MPa रूट मीटर के बराबर व्यक्त कर सकता हूं अब हमें जो देखना है वह यह है कि दूसरे फॉर्मूले के लिए हम क्या परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं और इसकी तुलना डबल एज दरार से कर रहे हैं अब मैं फेडरसन के सूत्र पर जाता हूं जो बहुत प्रसिद्ध सेकेंट सूत्र है और आप जानते हैं कि यह सिग्मा रूट पाई a गुणा सेकेंट पाई aw है और आप यह भी जानते हैं कि यह अनुभवजन्य तर्कों पर आधारित एक एम्पिरिकल संबंध है और यह आपको 01830 सिग्मा MPa रूट मीटर के रूप में K I का मूल्य देता है तो यह स्पर्शरेखा सूत्र की तुलना में थोड़ा अधिक मूल्य देता है और हमने एक और सूत्र भी देखा जो टाडा का सूत्र है जो एक बेहतर सटीकता दे रहा था और वह क्या परिणाम था जो हमें टाडा के फॉर्मूले में मिल रहा था अल्फ़ा को 2 aw के रूप में लिया जाएगा तो आपको 036 प्राप्त होगा और सूत्र इस तरह है सिग्मा रूट पाई a गुणा 1 माइनस 0025 अल्फा वर्ग प्लस 006 अल्फा पॉवर चार गुणा सेकेंट पाई aw और जब मैं इन प्रासंगिक मात्राओं को प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे 01678 सिग्मा MPa रूट मीटर के रूप में परिणाम मिलता है तो आपके पास क्या है केंद्र दरार के मामले में हमारे पास तीन सूत्र थे हर एक ने अलग अलग मूल्य दिए वे एक अद्वितीय मूल्य नहीं दे रहे हैं और हमें जो उच्चतम मूल्य मिला वह 0183 था जो कि फेडरसन के सूत्र से है अब हम जिस चीज को देखेंगे वह गणना किस तरह से डबल एज दरार के लिए दिखाई देगी तो डबल एज दरार में आपके पास a बराबर 85 मिलीमीटर w 50 मिलीमीटर के बराबर है और आपके पास अभी हाल ही में देखे गए बेंटहेम और कोइटर की अभिव्यक्ति है और क्योंकि दरार की लंबाई अलग है अल्फा का मूल्य 034 है हम उस मूल्य को 036 के रूप में प्रतिस्थापित नहीं करते हैं जिसका उपयोग हमने केंद्र दरार के लिए किया था आपको केवल अल्फा के प्रासंगिक मूल्य को प्रतिस्थापित करना होगा और जब मैं स्थानापन्न करता हूं और सरलीकरण करता हूं तो मुझे KI का मान 01875 सिग्मा MPa रूट मीटर के रूप में मिलता है जो निश्चित रूप से उच्चतम मूल्य है जो हमें केंद्र दरार के लिए मिला है इसमें भी हमने दो सूत्र देखे हमने निशितानी द्वारा एक और सूत्र देखा हमें यह भी देखना होगा कि निशितानी किस तरह से परिणाम देती हैं उसके बाद ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकालें तो निशितानी द्वारा किया गया परिणाम इस प्रकार है आपने अभी सूत्र देखा है गणना थोड़ी लंबी है मुझे लगता है कि आप मेरी स्लाइड से अंतिम परिणाम लिख सकते हैं और अपने कमरों में इस गणना को सत्यापित कर सकते हैं और मुझे यहाँ जो मिलता है वह 01833 सिग्मा MPa रूट मीटर के बराबर है तो आप जो पाते हैं वह यह है कि डबल एज दरार से आपको जो न्यूनतम मूल्य मिला है वह उस उच्चतम मूल्य से अधिक है जो आपको सेंटर दरार से मिला है लेकिन वे बहुत करीब हैं देखें कि इसका कारण आप जानते हैं आप में से कुछ लोगों ने नमूना बहुत अच्छी तरह से बनाया है जिससे आपको डबल एज दरार में होने वाली फ्रैक्चर का दिखना हो गया है अन्य लोगों को दरार की नोक बनाने के लिए इतना एहतियात नहीं दिया गया था उनके पास केंद्र की विफलता थी यहां कहानी दरार का विन्यास है यह एसआईएफ के मूल्य को तय करने में भी महत्वपूर्ण है एक और ज्ञान आपको मिलता है हमें अपनी सभी चर्चा के लिए क्रिटिकल दरार के बारे में चिंता करनी होगी सुपरपोजिशन की विधि द्वारा एसआईएफ अब हम क्या करेंगे हम सुपरपोजिशन के सिद्धांत का उपयोग करके SIF मूल्यांकन के लिए एक और दृष्टिकोण अपनाएंगे और आपको ध्यान में रखना होगा सुपरपोजिशन का सिद्धांत लागू है क्योंकि मैं रैखिक इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के डोमेन में हूं यदि किसी दिए गए भार को सरल भार में विभाजित किया जा सकता है जिसके लिए एसआईएफ ज्ञात हैं तो मूल भार के लिए एसआईएफ सरल भार के लिए प्रतिबल तीव्रता कारकों का अंकगणितीय योग है यह मैंने पहले भी उल्लेख किया था क्योंकि प्रतिबल क्षेत्र जो भी आपने देखा r और थीटा के फंक्शन जो समान है द्वारा निर्धारित किया जाता है स्ट्रेंग्थ को प्रतिबल तीव्रता कारक द्वारा नियंत्रित किया जाता है मान लें कि मेरे पास कई भार हैं उनमें से प्रत्येक एक ही मोड I देता है जो मैं दरार वाले चेहरों पर भार करता हूं जब दरार खुल जाती है तो मैं प्रतिबल तीव्रता कारकों को जोड़ सकता हूं सुपरपोजिशन के सिद्धांत में हम यही करने जा रहे हैं यहां चुनौती यह है कि दी गई समस्या को योग या योग घटाना जैसी सरल समस्याओं जैसा बनाया जाए यह वह जगह है जहाँ चुनौती निहित है और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हम ऐसा करने में सक्षम हैं क्योंकि दरार के पड़ोस में प्रतिबल घटक सरलीकृत भार द्वारा शुरू किए गए प्रतिबल घटकों का रैखिक योग है वह नंबर एक है इसके अलावा प्रतिबल वितरण अनियंत्रित है केवल इसका मूल्य प्रतिबल की तीव्रता कारकों के परिमाण द्वारा नियंत्रित किया जाता है इस वजह से हम प्रतिबल की तीव्रता के कारकों के मामले में जोड़ने या घटाने की स्थिति में हैं ध्यान रहे मैं केवल एक विशेष प्रकार के भार को देख रहा हूं अगर मैं मोड I भार करता हूं तो मैं मोड I भार के लिए अभ्यास कर सकता हूं यदि मैं मोड II भार के लिए करता हूं तो वे चीजें जो मैं जोड़ सकता हूं मैं मोड I और मोड II नहीं जोड़ सकता वह अनुमन्य नहीं है अगर मैं एनर्जी अप्रोच लगाता हूं तो एनर्जी को जोड़ा जा सकता है वह एक अलग कहानी है इसलिए इन दोनों को भ्रमित न करें अब हम आंतरिक रूप से दबाव वाली दरार की समस्या को उठाते हैं इसके लिए आपको साफ सुथरी स्केच बनाने की जरूरत है और मैंने एक समान पट्टी ली है जो एक समान प्रतिबल वाले सिग्मा के अधीन है इसमें कोई दरार नहीं है इसलिए जब मेरे पास दरार नहीं होती है तो क्या मैं KIa को शून्य के बराबर कह सकता हूं देखिए मैंने जानबूझकर दबाव वाली दरार का मामला उठाया है इसका हल आपको पहले से ही पता है हमने ग्रीनGreen's के फ़ंक्शन दृष्टिकोण पर चर्चा की हमने देखा था कि जब आंतरिक दबाव होता है तो प्रतिबल तीव्रता कारक का मूल्य क्या होगा यही कारण है कि मैंने अब एक ही समस्या ले ली है यह विचार करने के लिए कि लोग सुपरपोज़िशन के सिद्धांत में उप समस्याओं का निर्माण कैसे करते हैं यह वह जगह है जहाँ चुनौती निहित है तो मैंने एक चादर बिना दरार के ले ली है अब मैं कहूंगा मैं एक अलग प्रकार की भार के साथ एक ही समस्या का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं मेरे पास एक दरार है लेकिन भार के एक और सेट से दरार बंद हो गई है तो यह अच्छा है क्योंकि कोई दरार मौजूद नहीं है अब सवाल यह उठता है कि क्या मुझे केवल सिग्मा या दो सिग्मा या तीन सिग्मा लगाना चाहिए आपको पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है मैं इसे जिस भी तरीके से रखूंगा यह बदलने वाला नहीं है क्योंकि यह एक दूसरे को रद्द कर देगा और दरार बंद रहेगी तो अब मैं क्या करूँगा बल्कि समस्याओं के योग में इसे विभाजित करने के बजाय यहाँ भी मैं पहचानता हूँ क्योंकि दरार बंद है और प्रतिबल तीव्रता कारक शून्य है मैं इसे समस्या के रूप में बनाऊंगा और इसे उप समस्याओं में विभाजित करने की कोशिश करूंगा जिसके लिए मुझे प्रतिबल तीव्रता कारक पता है इसलिए मैं इसे इस रूप में फिर से लिखने जा रहा हूं मैंने इसे एक समस्या के रूप में विभाजित किया है जहां मुझे एक दरार है जो एक अक्षीय प्रतिबल के अधीन है जब मैं एक और समस्या लेता हूं जिसमें प्रतिबल सिग्मा द्वारा दरार को बंद कर दिया जाता है और हम पहले से ही समस्या के लिए नोट कर चुके हैं प्रतिबल तीव्रता कारक शून्य है समस्या के लिए जिसे K I b के रूप में दर्शाया गया है हम सिग्मा रूट पाई a का मूल्य जानते हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि समस्या के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक क्या है मैं बस कह सकता हूं क्योंकि यह शून्य है K I c है माइनस K I b क्योंकि K I b प्लस K I c शून्य के बराबर है तो मुझे पता चल सकता है कि KIc क्या है और अब मैं क्या करूंगा मुझे यहां नकारात्मक संकेत मिला है मैं इसे संपीड़ित कर रहा हूं जबकि मैं चाहता हूं कि बलों को फटी हुई सतहों पर लगाया जाए तो मेरे लिए उस तरह का परिदृश्य पाने के लिए मैं भार के संकेत को उल्टा करता हूं इस तरह से साइन को उल्टा करें और इसे बराबर करें जो भी दबाव में प्रतिबल हो तो दरार वाले चेहरों के दबाव वाले भार के लिए KI है P रूट पाई a आप जानते हैं कि जब आप सुपरपोजिशन के सिद्धांत को शुरू करते हैं तो यह थोड़ा कम होता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कुछ ज्ञान रखना होगा और फिर जोड़ना घटाना करना होगा यहाँ हमने जानबूझकर कोई घटाव नहीं किया है हम एक और समस्या उठाएंगे जहां हम घटाव भी करेंगे तो यहाँ प्रशिक्षण उप समस्याओं को लिखने के तरीके पर अधिक है यदि आप जानते हैं कि उप समस्याओं को कैसे लिखा जाए तो समस्या हल हो जाती है तो वह जगह जहां फोकस है और मैंने एक अनंत ज्यामिति ले ली है क्योंकि मैं सुधार कारकों के बारे में चिंता नहीं करना चाहता क्योंकि किसी भी परिमित ज्यामिति मुझे एक सुधार कारक के साथ बाहर आना होगा जिसे मैंने परहेज किया है अनंत ज्यामिति लेने से ये खुद को संतुष्ट करने जैसा है क्योंकि जब आप प्रतिबल तीव्रता कारक का उपयोग करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से एक हैंडबुक पर जाएंगे और अपनी प्रासंगिक समस्या के लिए मान निकालेंगे लेकिन शैक्षणिक माहौल में आपको पता होना चाहिए कि उन मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जाए इसके पीछे क्या सिद्धांत हैं यही हम लक्ष्य कर रहे हैं अब हम एक रिवेट वाले छेद से दरार की समस्या को उठाते हैं मान लीजिए कि मेरे पास इस छेद से निकलने वाली दरार है और मेरे पास एक रिवेट है जो एक पिन की तरह है जो एक दिशा पर इस तरह एक बल लगाएगा और आपके पास एक प्रतिबल सिग्मा द्वारा पूरी प्लेट का कुछ खींचना हो सकता हैं और भार P को सिग्मा w के रूप में दिया जाता है तो यह भार प्रति यूनिट लंबाई है और हम एक इकाई मोटाई पर विचार कर रहे हैं अब अपने दिमाग को लगाएं और देखें कि आप इस समस्या को योग जोड़ वाली उप समस्याओं में तोड़ सकते हैं तो पूरे सुपरपोजिशन में आप उप समस्याएं कैसे लिखते हैं यह चुनौती है और जब आप उप समस्याएं लिखते हैं तो उप समस्याओं के लिए सुनिश्चित करें इसका कम से कम हिस्सा आप K के समाधान को जानते हैं यदि आप एक उप समस्या लिखते हैं जहां आप K के समाधान के बारे में नहीं जानते हैं तो उद्देश्य पराजित होता है इसलिए पूरी चुनौती केवल उप समस्याओं को लिखने में है आइए देखें कि उप समस्या को कैसे लिखा जा सकता है और मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्केच बनाएं तो मैं एक तनाव की पट्टी में दरार की समस्या को इस में एक समस्या के रूप में लेता हूं हमारे पास ये प्रतिबल है इन प्रतिबलों को रद्द करना होगा और मेरे पास दरार फेस पर कोई भार नहीं है तो समस्या जिसके लिए मुझे पता है कि समाधान तब होता है जब दोनों तरफ दरार के केंद्र में एक बल होता है हमारे पास एक समाधान होता है मैं इसे एक और समस्या के रूप में जोड़ सकता हूं और जब मैं इन दो समस्याओं को देखता हूं अगर मुझे यह आंकड़ा में दर्शाई गई समस्या से मेल करवाना है तो मुझे एक और समस्या को घटाना होगा जो कि स्वयं प्रश्न के समान है देखिए दरार के चेहरे पर सवाल एक केंद्रित बल और एक वितरित भार था तो यह है कि चतुराई से दाहिने हाथ वाले पक्ष में डाल दिया है घटने के रूप में और हमें देखना हैं कि प्रतिबल तीव्रता कारक कैसे प्राप्त करें आप जानते हैं कि मैं आप में से कुछ में देख सकता हूं कुछ छात्र इसे देखने के लिए काफी असहज हैं तुम्हें पता है कि इसमें कुछ समय लगेगा आप जानते हैं कि आपको यह पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि इसके पीछे की सोच क्या है यह सरल नहीं है लेकिन एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप इसे सरल बना सकते हैं इसका तरीका यह है कि आपको इसे देखना है और एक बहुत ही उपयोगी तरीका है तो मेरे पास स्थिति के लिए K I है जो K Ib प्लस K Ic माइनस K Id के बराबर है और मुझे नहीं पता कि K Id क्या है मैं इसे इसी तरह ले सकता हूं मुझे पता है कि K Ib और K Ic क्या है और जिससे मैं पता लगा सकता हूं कि K Ia क्या है इसलिए जब मैं ये करता हूं कि मेरी अभिव्यक्ति इस तरह से हो जाती है सिग्मा2 रूट पाई a प्लस सिग्मा wरूट पाई a आपकी असाइनमेंट शीट में मेरे पास एक या दो समस्याएं हैं जहां आप इसे सुपरपोजिशन के सिद्धांत से कर सकते हैं जब आप कोशिश करेंगे तब आप सहज हो जाएंगे आपको यह देखना होगा कि आपके पास प्रतिबल तीव्रता कारक मूल्यांकन के लिए एक और पद्धति है आपको इसे सिर्फ उसी नजरिए से देखना होगा एम्बेडेड वृत्तीय दोष के लिए एसआईएफ और अब हम क्या करेंगे हम एम्बेडेड खामियों पर आगे बढ़ेंगे देखें कि हम कैसे आगे बढ़े हैं हमने मोटाई दरारों के माध्यम से देखा था अब हम एम्बेडेड खामियों के लिए जा रहे हैं और अगर आप साहित्य को देखें तो साहित्य इस तरह से आगे बढ़ा है उन्होंने पहली बार एम्बेडेड वृत्तीय दोष की समस्या को उठाया है प्रतिबल की एकाग्रता की समस्या के मामले में भी देखें लोगों द्वारा हल की गई पहली समस्या एक वृत्तीय छेद के साथ प्लेट थी एक बार जब वे समझ गए कि इस तरह की समस्या को कैसे हल किया जाए तो उन्होंने प्लेट में एक अण्डाकार छेद के साथ समस्या हल करने का प्रयास किया इसी तरह से इस मामले में भी हम एक अनंत शरीर में एक वृत्तीय दोष की समस्या पाते हैं यहां किनारों को लहरदार दिखाया गया है जो दर्शाता है कि यह एक अनंत वस्तु का दोष है और यह 1946 में विकसित किया गया था आप जानते हैं कि जहां फ्रैक्चर यांत्रिकी के प्रारंभिक चरण विकसित हुए हैं वास्तव में 1946 में स्नेडन ने केवल प्रतिबल क्षेत्र प्रदान किया वह इसे गणितीय रूप से हल करने में सक्षम था वह प्रतिबल क्षेत्र प्रदान कर सकता था उस समय K I की अभिव्यक्ति उपलब्ध नहीं थी हालांकि मैंने यहां आंकड़ा के साथ रखा है 2 पाई सिग्मा रूट पाई a के बराबर KIइसका स्नेडन को श्रेय जब उन्होंने 1946 में काम की सूचना दी तो उन्होंने केवल प्रतिबल क्षेत्र प्रदान किया और वही है जो यहाँ संक्षेप में दिया गया है 1946 में स्नेडन ने एक एम्बेडेड वृत्तीय दरार के लिए सटीक समाधान प्राप्त किया फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए थोड़ा अंतर्दृष्टि समाधान से प्राप्त किया गया था हालाँकि कुछ वर्षों बाद परिणाम LEFM के दृष्टिकोण से पुन प्रकाशित किया गया था और आपको K I के लिए परिणाम 2पाई सिग्मा रूट पाई s के बराबर है जो दूसरे रूप में लिखा गया है वह 064 सिग्मा रूट पाई a है आप आश्चर्यचकित होंगे फ्रैक्चर यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास में जब भी कोई परिणाम प्राप्त होता है तो लोग इसके कई पहलुओं पर प्रतिबिंबित किया हैं जिस क्षण तुम यहां देखोगे क्या होता है यह एक केंद्र दरार वाले नमूने के लिए जिस प्रकार का SIF है उस से छोटा है एक एम्बेडेड दोष मोटाई दरार में a जितना खतरनाक नहीं है और इस तरह से उन्होंने विश्लेषण की सूचना दी एक वृत्तीय दोष के मामले में आपके पास एक घुमावदार दरार सामने है दरार फ्रंट वक्रता का प्रभाव प्रतिबल तीव्रता कारक को 36 प्रतिशत तक कम करना है यह उन्होंने उल्लेख किया था मोटाई दरार के माध्यम से दरार सामने सीधा है विश्लेषण करना आसान है और जब वे वृत्तीय दोष के लिए तैयार हुए तो सौभाग्य से यह प्रतिबल तीव्रता कारक वृत्तीय दोष की परिधि पर स्थिर था यह नहीं बदल रहा था और जब उन्होंने विश्लेषण किया तो वे इस तरह एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे और एक और अवलोकन है क्योंकि प्रतिबल की तीव्रता का कारक 36 प्रतिशत कम हो जाता है दरार सामने की वक्रता संरचना को कठोर कर देती है और जैसा मैंने प्रतिबल एकाग्रता समस्या के मामले में कहा था लोगों ने वृत्तीय छेद से अण्डाकार छेद में अभ्यास किया यहाँ हम यह भी पाएंगे कि वे वृत्तीय दोष से अण्डाकार दोष तक बढे हैं और यह 1950 में ग्रीन और स्नेडन द्वारा किया गया था और उन्होंने शुरू में एक एम्बेडेड अण्डाकार दरार के लिए दरार खोलने का विस्थापन प्राप्त किया एंबेडेड अंडाकार दोष के लिए एसआईएफ किस तरह से उन्होंने ये प्राप्त किया है उन्होंने इसे v बराबर v नॉट गुणा 1 माइनस x वर्गa वर्ग माइनस y वर्गc वर्ग व्होल पॉवर आधा कृपया अण्डाकार दोष का एक स्केच बनाएं और क्या आप अलग देखते हैं सभी को देखें हम 2a को दीर्घवृत्त की प्रमुख धुरी के रूप में परिभाषित कर रहे थे जब हम मोटाई दरार के माध्यम से चर्चा कर रहे थे जिस क्षण आपको एम्बेडेड दोष आता है और हम सतह की खराबी के लिए भी तैयार होंगे उन सभी मामलों में प्रमुख अक्ष को 2 c और दुसरे अक्ष को 2a दिया जाता है यह मुख्य रूप से नामकरण है क्योंकि यह दरार की लंबाई है दरार की लंबाई को a के रूप में लिया जाता है और मोटाई दरार के माध्यम से दरार की परिभाषा की लंबाई एक तरह से है एम्बेडेड दोष के मामले में या सतह दोष के मामले में a अधिक प्रासंगिक है इसीलिए संबंधित भाग को a के रूप में दिया गया है तो उसे अवलोकन करें और इस स्केच को बना डालें और यह अर्ध प्रमुख अक्ष 'c' है अर्ध लघु अक्ष 'a' है और v नॉट मूल में दरार के चेहरे की दूरी है तो शुरू में Sneddon ने केवल दरार खोलने का विस्थापन प्राप्त किया 1962 में इरविन ने अण्डाकार दरार की परिधि के आसपास किसी भी बिंदु पर प्रतिबल तीव्रता कारक के लिए एक सटीक अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए स्ट्रेन ऊर्जा तर्कों का उपयोग किया और जिस क्षण आप समाधान देखेंगे आप पाएंगे कि समाधान बहुत जटिल है यह सरल नहीं है वृत्तीय दोष के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक स्थिर रहा दूसरी ओर पहला अवलोकन है उन्होंने अण्डाकार दरार की परिधि के आसपास किसी भी बिंदु पर प्रतिबल तीव्रता कारक निर्धारित किया पैरामीट्रिक प्रतिनिधित्व और प्रतिबल तीव्रता कारक अभिव्यक्ति यहां दिखाए गए अनुसार प्राप्त की जाती है यहां देखें कि किनारों को सीधे आरेख के लिए दिया गया है फिर भी इसे अण्डाकार दोष वाला अनंत शरीर मानते हैं और K I का मान सिग्मा रूट पाई a के रूप में दिया जाता है सभी समस्याओं में आप इस सिग्मा रूट पाई a को देखेंगे आप I 2 से विभाजित देखेंगे जहां I 2 एक अण्डाकार समाकल है हम देखेंगे कि यह क्या है और आपके पास थीटा के बारे में एक अभिव्यक्ति है साइन वर्ग थीटा प्लस ac व्होल वर्ग कोस वर्ग theta व्होल पॉवर 14 यह मुख्य रूप से एक दीर्घवृत्त पर एक बिंदु का कैसे पता लगाते हैं इस से आता है वह भी चित्र के रूप में दिया गया है बस उस आरेख को ध्यान से देखें मेरे पास एक दीर्घवृत्त है और मैंने प्रमुख अक्ष के साथ एक वृत्त खींचा है और मैंने छोटी धुरी के साथ भी एक वृत्त बनाया है हो सकता है कि मैं आपकी सुविधा के लिए यह चित्र बढ़ा सकूं मान लीजिए कि मैं दीर्घवृत्त पर एक बिंदु का पता लगाना चाहता हूं मैं इसके माध्यम से एक सामान्य रेखा बनाता हूं यह इस बिंदु पर दीर्घवृत्त और वृत्त की परिधि में कटौती करता है और जब मैं इस बिंदु को केंद्र में जोड़ता हूं तो यह कोण थीटा है दूसरे शब्दों में जब मैं थीटा कोण ले लेता हूं तो मैं यहां वृत्त को छू लूँगा जब मैं एक सामान्य रेखा छोड़ता हूं x अक्ष पर यह इस बिंदु को काट देगा इस स्थान को c कॉस थीटा a साइन थीटा जिसे आसानी से निर्धारित किया जा सकता है तो यह एक पैरामीट्रिक प्रतिनिधित्व है K I का जो भी मूल्य है हमने देखा है कि एक थीटा से संबंधित अभिव्यक्ति के रूप में यह दीर्घवृत्त पर हरे रंग में दिखाए गए बिंदु से मेल खाती है इसलिए जैसे ही आप थीटा बदलते हैं आप विभिन्न बिंदुओं के लिए प्राप्त करेंगे जो उस अभिव्यक्ति से प्रतिबल तीव्रता कारक का मूल्य है किसी दिए गए थीटा के लिए बिंदु का पता कैसे लगाया जाए इस आंकड़े में दर्शाया गया है वास्तव में यदि आप वापस जाते हैं और दीर्घवृत्त खींचने के अपने विभिन्न तरीकों को देखते हैं तो वे इसे इस तरह से करेंगे आप एक वृत्त ले सकते हैं और इसे एक दीर्घवृत्त बनाने में संपीड़ित कर सकते हैं और अगर आप इस दूरी को देखें तो यह दूरी प्रमुख धुरी है छोटी दूरी छोटी धुरी है तो किसी भी ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए आप प्रमुख और लघु अक्ष के संदर्भ में समान अनुपात बनाए रखते हैं और नाम डालते हैं आपको दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु मिलेंगे उस ज्ञान से ही इस प्रकार का अवलोकन होता है और आपके पास अण्डाकार इंटीग्रल के लिए एक अभिव्यक्ति भी है यह I 2 बराबर इंटीग्रल शून्य से पाई2 के रूप में देते हैं आपको इस फ़ंक्शन के इंटीग्रल का मूल्यांकन करना होगा यह 1 माइनस c वर्ग माइनस a वर्गc वर्ग साइन वर्ग theta व्होल पॉवर आधा गुणा d थीटा है आप जानते हैं कि आपके पास इन अण्डाकार अभिन्न मूल्यों को प्रदान करने के लिए टेबल उपलब्ध हैं और लोगों ने एक श्रृंखला समाधान भी विकसित किया है श्रृंखला में कई शब्द लें और मूल्यांकन करें और आपको जो ध्यान में रखना है जब आपके पास थीटा है तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त पर बिंदु का पता कैसे लगाया जाए तो पहली बार आपको जो अवलोकन मिलता है वह अण्डाकार मोर्चे पर प्रतिबल तीव्रता कारक बिंदु से बिंदु तक भिन्न होता है और यह कैसे भिन्न होता है और आपके पास न्यूनतम के साथ साथ अधिकतम मान भी है और हम जो रुचि रखते हैं वह है जहां प्रतिबल की तीव्रता कारक अधिकतम है क्योंकि यह तय करेगा कि दरार किस तरह बढ़ेगी और यदि आप गणना करते हैं तो आपको लगता है कि प्रमुख अक्ष के साथ प्रतिबल तीव्रता कारक न्यूनतम है और प्रतिबल तीव्रता कारक का न्यूनतम मूल्य सिग्मा रूट पाई aI 2 गुणा रूट ac है और अधिकतम मूल्य लघु अक्ष पर होता है इसलिए K I मैक्स है सिग्मा रूट पाई a I 2 चूंकि आपको फ्रैक्चर यांत्रिकी का कुछ ज्ञान है इसलिए भार बढ़ने पर एक अण्डाकार दोष का क्या होगा कुछ भार पर इसे प्रचारित करना पड़ता है एक अण्डाकार दोष का क्या होगा अब आपके पास एक भिन्नता है प्रमुख अक्ष पर प्रतिबल तीव्रता कारक न्यूनतम है यह बढ़ता है यह लघु अक्ष पर अधिकतम तक पहुंचता है और फिर न्यूनतम मूल्य पर वापस लौटता है और यह कथानक है जो अण्डाकार दोष की सीमा पर जाती है जब भार बढ़ाया जाता है तो आप अण्डाकार दोष के व्यवहार का अनुमान कैसे लगाते हैं फ्रैक्चर यांत्रिकी के अपने ज्ञान से आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि लघु अक्ष पर प्रतिबल तीव्रता कारक अधिकतम है केवल वह ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो एक अण्डाकार दोष एक वृत्तीय दोष बनने की कोशिश करेगा और वही है जो यहाँ संक्षेप में दिया गया है एंबेडेड अण्डाकार दरार एक वृत्तीय दरार में विकसित होगी तो निश्चित रूप से यह आपकी मूलभूत समझ में जोड़ता है यह हमारी अकादमिक चर्चाओं का केंद्र बिंदु है और जो भी समाधान इरविन ने प्राप्त किया है उसे यह कहा जाता है कि समाधान बहुत सामान्य है एक वृत्तीय दरार के लिए अण्डाकार इंटीग्रल I 2 बन जाता है से पाई2 और यह एक सिक्के के आकार की दरार के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक बन जाता है देखिए हमने यह सब साथ किया है जब भी हमें एक सामान्य समाधान मिलता है हम हमेशा इसे विशेष मामलों में ले जाते हैं और फिर सुनिश्चित करते हैं कि हमें सही मान मिले और खुद को समझाएं कि हमारा सामान्य समाधान व्यापक है और हम सही दिशा में हैं इस तरह से आपको इसे देखना होगा अब आपने एक वृत्तीय दरार देखा है मैं एक ऐसी स्थिति भी बना सकता हूं जहां यह एक सीधी दरार बन जाती है जब a c से काफी कम होता हैतब I 2 बन जाता है 1 और यह 2 a लम्बाई का प्रतिबल तीव्रता कारक बन जाता है दो आयामी दरार बन जाता है और आप जानते हैं लोगों ने इरविन द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों में से कुछ को लागू भी करने की कोशिश की है और यह 1979 में टाडा और पेरिस द्वारा किया गया था इसलिए वे कह सकते हैं कि गैर अण्डाकार आकार की आंतरिक खामियों को कैसे संभालना है गैर अण्डाकार एम्बेडेड खामियों के परिणाम का विस्तार और यही उन्होंने किया था हमें रेखा चित्र पर वापस जाना होगा कैसे हम थीटा के दिए गए मूल्य के लिए दीर्घवृत्त पर बिंदु की पहचान करते हैं और टाडा और पेरिस ने इस तरह से देखा आप उस बिंदु पर एक स्पर्शरेखा बनाते हैं इस बिंदु पर एक स्पर्शरेखा बनाएं और वहां से एक सामान्य रेखा गिरा दें मेरे पास एक रेखा है जो इस स्पर्शरेखा के लंबवत है और लंबाई l है और जो उन्होंने देखा यह l कुछ भी नहीं है लेकिन l बराबर a गुणा साइन वर्ग थीटा प्लस ac व्होल वर्ग कॉस वर्ग थीटा व्होल घात आधा है यह एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है आप जानते हैं लोगों को एक बार समाधान मिल जाने के बाद वे इसे उस पर नहीं छोड़ते हैं वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप इसमें से कितना निकाल सकते हैं इसका मतलब है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग फ्रैक्चर यांत्रिकी में रहस्यों को जानने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे थे वे जो भी ज्ञान उपलब्ध था उसके साथ प्रायोगिक समाधान व्यावहारिक दृष्टिकोण का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तो इस पर एक साफ चित्र बनाएं और फिर इसे लगाएं आपको क्या करना है आपने दीर्घवृत्त डाल दिया है और फिर बस यह स्पर्शरेखा और सामान्य रेखा रखो अन्य विवरण में आपको समय बिताने की आवश्यकता नहीं है और लिखो l इतना के बराबर और अगर मैं प्रतिबल तीव्रता कारक के लिए अभिव्यक्ति पर वापस जाता हूं जो कि बस K I बराबर सिग्मा रूट पाई lI 2 के रूप में लिखा जा सकता है I तो आंतरिक दोष पर किसी भी बिंदु पर किसी भी समस्या के लिए यदि आप l के मूल्य का निर्धारण करते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं कि KI क्या है यह उन्होंने इस तरह अन्य आकृतियों के लिए भी इस्तेमाल किया है एक साफ स्केच बनाने के लिए समय निकालें तो आपको इस लंबाई को मापना होगा l और अगर मेरे पास इस तरह का एक और आकार है तो आपको उस बिंदु पर मापना होगा जहां आप प्रतिबल तीव्रता कारक को ढूंढना चाहते हैं इस पर सामान्य रेखा को गिरा दें और फिर लंबाई l ज्ञात करें और यदि आपके पास एक सुस्पष्ट रूप से भिन्न प्रकार की स्थिति है तो स्पर्शरेखा डालें और सामान्य रेखा डाल दें और l का मान ज्ञात करें फिर प्रतिबल की तीव्रता का कारक है K I बराबर सिग्मा रूट पाई lI 2 I तो यह इतना सरल है तो अण्डाकार दोष से आप गैर अण्डाकार आकार में जा सकते हैं यह विस्तार का एक पहलू है अण्डाकार दोष से आप वृत्त पर आ सकते हैं और फिर मोटाई की दरार के माध्यम से सीधे जा सकते हैं इसलिए हमने जो किया है हमने अपने आप को आश्वस्त किया है कि हमने जो भी एक्सप्रेशंस विकसित किए हैं वे हमारे ज्ञान के निर्माण के अनुरूप हैं यह सब व्यापकता के साथ इरविन का परिणाम केवल सीमित व्यावहारिक उपयोगिता का है जब तक कि हम परिणामों को सतह दरारों तक नहीं बढ़ाते यद्यपि हमारा अंतिम उद्देश्य सतह की दरारों के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक का पता लगाना है और वे सबसे चुनौतीपूर्ण और जटिल समस्याएं हैं और अगर आपको वहां जाना है तो हमारे पास यह पृष्ठभूमि होनी चाहिए और हम देखेंगे कि इन समाधानों को किस प्रकार उपयुक्त तरीके से संशोधित किया जा सकता है सतह दरार का मॉडलिंग और सबसे पहला सवाल जो आपको सतह की दरार पर जाने पर उठाना होगा कैसे सतह दरारें मॉडलिंग की जा सकती हैं मेरे यहाँ एक अच्छी तस्वीर है हो सकता है मैं इसे बड़ा करूँ आपके पास एक नमूना है और एक सतह दरार है और इस सतह दरार का आकार लिया जाता है और एक दीर्घवृत्त में डाल दिया जाता है तो आप जो यहां पाते हैं वह सतह दरार जो इस वस्तु में मौजूद है को अर्ध अण्डाकार दरार के रूप में देखा जा सकता है वह मॉडलिंग काफी अच्छी है क्योंकि हम केवल उसी को संभाल सकते हैं आपको वह समझना होगा हम सतह दरार की समस्या को हल करना चाहते हैं इससे पहले कि मैं इसे सतह दरार के लिए लागू करूं मुझे मॉडल करना होगा कि सतह दरार के लिए एक उचित अनुमान क्या है और यही यहाँ दिखाया गया है और सतह दरार नमूना के एक चेहरे पर शुरू होती है लेकिन मोटाई दरार के माध्यम से दूसरे चेहरे की तरह पूरे रास्ते पर नहीं जाती है सतह दरारें आमतौर पर फ्रैक्चर यांत्रिकी के साहित्य में अर्ध दीर्घवृत्त के रूप में तैयार की जाती हैं तो इस वर्ग में हमने जो किया था हमने दोधारी दरार के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक को देखा था तब हमने गणितीय रूप से प्रतिबल तीव्रता कारक को प्रयोग के लिए प्राप्त किया जो हमने कुछ कक्षा पहले एक केंद्र दरार और एक डबल एज दरार से मिलकर किया था और हमने खुद को पूरी तरह से आश्वस्त किया कि यह केवल दोधारी दरार है जो विफल हो जाता है क्योंकि केंद्र की दरार की तुलना में प्रतिबल तीव्रता कारक अधिक है इसलिए सामान्य ज्ञान विफल हो जाता है डबल एज दरार लंबाई का योग केवल सत्रह मिलीमीटर है जबकि केंद्र दरार की लंबाई 18 मिलीमीटर थी भले ही डबल एज दरार इससे कम था लेकिन इससे फ्रैक्चर हो गया फिर हम एम्बेडेड खामियों पर चले गए हमने एक वृत्तीय दोष के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक को देखा फिर अण्डाकार दोष फिर हमने अण्डाकार दोष देख के कहा हम सतह दरारों में अध्ययन करेंगे और हमने यह भी दिखाया है कि सतह की दरारें अर्ध अण्डाकार दोषों के रूप में चित्रित की जा सकती हैं धन्यवाद